नमस्कार इस कोर्स माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट के एक अन्य मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि कैसे एक बेसिक माइक्रोस्ट्रिप कैसे बेसिक मैचिंग लंपड एलिमेंट्स को किया जा सकता है और कैसे हाई इमपेडेंस या कम इमपेडेंस वाले माइक्रोस्ट्रिप लाइनों की छोटी लंबाई का उपयोग करके उन्हें इंडक्टर्नस और कैपेसिटेंस के विकल्प के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन मैंने यह भी उल्लेख किया है कि यह काफी नहीं है क्योंकि हमेशा डेसिरड कैरेक्टरिस्टिक इमपेडेंस के हाई इमपेडेंस या कम इमपेडेंस लायंस संभव नहीं हो सकता है सर्किट में उन्हें लागू करना संभव नहीं हो सकता है और लंबाई भी बहुत संभव से कम हो सकती है जब हम विशुद्ध रूप से ट्रांसमिशन लाइन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सर्किट मैचिंग लंपड मैचिंग एलिमेंट्स के समान होता है लेकिन थोड़ा अलग सिद्धांत शामिल होते हैं हम पिछले मॉड्यूल में सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में चर्चा कर चुके हैं चर्चा के समय मैंने उल्लेख किया था कि कुछ नियम हैं मैंने सिग्नल फ्लो ग्राफ को सरल बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की थी और इसके अलावा जिन तरीकों पर हमने चर्चा की थी उनमें मेसनस रूलस Mason's rules भी शामिल हैं इसलिए मेसनस रूलस सिग्नल फ्लो ग्राफ को प्राप्त करने का एक आसान तरीका है और यदि हम मॉनिटर पर स्लाइड्स पर जाते हैं तो गेन है मान लीजिए कि हमारे पास 2 नोड हैं अगर हम स्लाइड पर वापस आते हैं मान लीजिए कि यह एक बिंदु G है और यह बिंदु H है और सरलीकरण के बाद G और H के बीच का गेन कुछ मान K है या कहें T है G से H के बीच का गेन T है और इस नोड G से H के बीच बहुत सारे पाथ है कई जटिल पाथ हो सकते हैं फिर गेन T को एक फार्मूला द्वारा दिया जा सकता है जो यहां इस तरह दिखाया गया है यह T सिग्मा K PK डेल्टा K विभाजित K के बराबर होगा अब मैं सिर्फ इस PK डेल्टा K और डेल्टा की परिभाषा दूंगा और हम यह समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे कि इन व्यक्तिगत शब्दों का क्या अर्थ है PK को नोड्स के बीच Kth पाथ के रूप में जाना जाता है डेल्टा इसके द्वारा दी गई क्वांटिटी है और डेल्टा डेल्टा K का मान है लूप्स का उपयोग करते हुए Kth पाथ को टच किए बिना तो यह बहुत स्पष्ट नहीं हो सकता है लेकिन हमें एक उदाहरण देखना चाहिए मान लें कि हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क हैं जैसा कि यहां दिखाया गया है S पैरामीटर दिखाए गए हैं फिर यह इसी तरह का सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम है जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि पहले इस तरह दिया गया है और इसलिए इस सिग्नल फ्लो ग्राफ से हमें पहले यह निर्धारित करना होगा कि कितने पाथ हैं मान लीजिए कि हम A1 और B1 के बीच के गेन पर विचार करते हैं तो A1 और B1 के बीच कितने पथ हैं और इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में कितने लूप हैं तो पहले हम ध्यान दें कि यह पाथ है A1 से शुरू होकर इस तरह से यह एक पाथ है एक और पाथ A1 और B1 के बीच मौजूद है यह A1 से शुरू होता है सीधे जाता है और गामा L के साथ जाता है और S12 के साथ वापस आता है और फिर B1 तक पहुंचता है तो ये 2 पाथ हैं जो हमारे पास हैं और लूप को एक पाथ के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक ही बिंदु पर शुरू और समाप्त होता है उदाहरण के लिए यह पाथ A2 से शुरू होता है B2 के सभी पाथ पर जाता है और A2 पर वापस आता है तो यह एक लूप है inb1a1P1∆1P2∆2∆ P1S11 P2S21LS12 ∆1 S22L ∆11 S22L ∆21 inS11S12LS211 S22L अब A1 और B1 के बीच 2 पाथ हैं इसलिए मेसनस रूलस फार्मूला को लागू करना जो मैंने अभी दिखाया था गामा के बराबर है यह B1 और A1 के बीच गेन है इस फार्मूला द्वारा दिया जाना चाहिए यह पाथ 1 से गुणा पाथ 1 गेन से गुणा डेल्टा 1 पाथ से डेल्टा 2 पर गुणा डेल्टा द्वारा विभाजित है और हमें डेल्टा की परिभाषा पर वापस जाना चाहिए डेल्टा 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन का सम है तो अगर हमारे पास एक लूप है तो हमारे पास केवल एक लूप गेन होगा अगर हमारे पास 2 लूप हैं तो हमारे पास 2 लूप गेन होंगे तो इस ब्रैकेट के भीतर यह टर्म्स सभी लूप के गेन के सम को संदर्भित करता है यानी यदि 2 लूप हैं तो लूप का गेन 1 लूप का गेन 2 लूप 3 का गेन अब यह इस ब्रैकेट के अंतर्गत आता है जो सभी संभावित लूप के कुछ लूप गेन प्रोडक्ट 2 नॉन टचिंग लूप के सभी संभावित संयोजनों को संदर्भित करता है अब कल्पना करें कि यह सिग्नल फ्लो ग्राफ डायग्राम है जिसे हम पहले विचार कर रहे थे अब एक ऐसे मामले पर विचार करें जहां एक और लूप है और ये 2 लूप एक दूसरे को नहीं टच करते हैं इसलिए फिर वे नॉन टचिंग लूप बन जाते हैं और फिर कहें कि कुछ सिग्नल फ्लो ग्राफ्स डायग्राम में एक और लूप है जो अन्य 2 लूप को भी नहीं टच करता है इसलिए हमारे पास 3 नॉन टच लूप हैं तो 3 नॉन टच वाले लूप यदि वे उन 3 में से किसी 2 को चुनना चाहते हैं तो हम 3 तरीकों से ऐसा कर सकते हैं कि लूप 1 और लूप 2 एक साथ 1 लूप 3 लूप एक साथ और लूप 2 लूप 3 एक साथ हैं अब इस ब्रैकेट के तहत यह 2 नॉन टचिंग लूप के सभी संभावित संयोजनों के लूप गेन उत्पादों को दर्शाता है इसलिए यदि हम एक बार में लूप लेते हैं तो यह कहा जाता है कि लूप 1 और लूप 2 अगर हमें उनके लूप गेन प्रोडक्ट लूप 1 और लूप 3 लूप 1 और लूप 2 लूप 2 और लूप 3 मिलते हैं तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं जिनमें से प्रत्येक में 2 नॉन टचिंग वाले लूप के उत्पाद हैं इसलिए यदि हमारे पास 3 नॉन टचिंग लूप हैं तो हमारे पास इस ब्रैकेट में 3 टर्म्स होंगे और फिर यह टर्म्स इस अवधारणा का एक विस्तार है जहां 2 नॉन टचिंग लूप पर विचार करने के बजाय हम 3 नॉन टचिंग लूप पर विचार करेंगे जब तक हमारे पास इस तरह के संयोजन हैं अगर हमारे पास 5 नॉन टचिंग लूप हैं तो हमारे पास यह टर्म्स भी होगा यदि हमारे पास 5 नॉन टचिंग लूप नहीं हैं तो यह डेल्टा यहां समाप्त हो जाएगा और यदि हमारे पास 2 से अधिक नॉन टचिंग लूप नहीं हैं तो हमारा डेल्टा टर्म्स यहां समाप्त हो जाएगा और डेल्टा K Kth पाथ को स्पर्श नहीं करने वाले लूप का उपयोग करके डेल्टा का मान है इसलिए यदि हमारे पास कोई लूप है जो Kth पाथ को टच कर रहा है तो डेल्टा K को खोजने के दौरान उस लूप पर विचार नहीं किया जाएगा अन्य सभी लूप जो Kth पाथ को टच नहीं कर रहे हैं डेल्टा K को खोजने के दौरान विचार किया जाएगा मुझे आशा है कि मैं स्पष्ट हूँ inb1a1P1∆1P2∆2∆ P1S11 P2S21LS12 ∆1 S22L ∆11 S22L ∆21 inS11S12LS211 S22L अब फिर से 2 पोर्ट सर्किट पर वापस आते है जैसा कि यहां दिखाया गया है पाथ 1 गेन S1 है यदि हम A1 से B1 तक इस पाथ के साथ जाते हैं तो यह S11 है पाथ 2 का पाथ गेन जो A1 से शुरू हो रहा है सीधा जा रहा है मुड़ रहा है और फिर B1 पर वापस लौट रहा है S21 को S12 द्वारा गुणा गामा L से गुणा किया गया है और फिर डेल्टा क्या है हमारे पास कितने लूप्स हैं हमारे पास केवल एक लूप है तो डेल्टा बस 1 माइनस कम गेन प्रोडक्ट होगा जो S22 गामा L है और यही हमने लिखा है अब डेल्टा 1 यह पाथ इस लूप को टच नहीं करता है और इसलिए डेल्टा एक जैसा होगा और डेल्टा A1 से शुरू होता है और B 1 पर समाप्त होता है इस लूप को टच करता है और इसलिए डेल्टा के भीतर एकमात्र टर्म जो रह जाएगा लूप का उपयोग करके जो पाथ 2 को टच नहीं करें इसलिए कोई भी लूप नहीं होगा जो पाथ 2 को टच नहीं करता है इसलिए हमारा निर्धारक 2 या डेल्टा 2 बस 1 होगा तो अब इस इक्वेशन में इन सभी मानों को डालते हुए यदि आप P1 गुना डेल्टा 1 प्लस को गुणा करते हैं P2 गुना डेल्टा 2 और डेल्टा द्वारा विभाजित यह पूरा हम इसे गामा L के मूल्य के रूप में प्राप्त करते हैं मुझे लगता है कि हमने इस फॉर्मूले पर भी चर्चा की थी लेकिन उस समय हमने इसे इक्वेशन का उपयोग करके विश्लेषणात्मक रूप से किया था इस मेसनस रूलस का उपयोग करते हुए यदि हमारे पास किसी भी तरह का सिगनल फ्लो ग्राफ है तो हम किसी भी 2 नोड्स के बीच गेन का पता लगा सकते हैं बिना उन सिग्नल फ्लो ग्राफ रिडक्शन तकनीकों के बारे में जो हमने पहले अध्ययन किया है अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं

T21b2a1P1∆1∆ P1S21 ∆1 S22L ∆11 T21b2a1S211 S22L मान लीजिए कि हम ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट का पता लगाना चाहते हैं जो कि T21 है जो B2 A1 द्वारा विभाजित किया गया है आइए हम वापस जाएं inb1a1P1∆1P2∆2∆ P1S11 P2S21LS12 ∆1 S22L ∆11 S22L ∆21 inS11S12LS211 S22L यहां हमें A1 से विभाजित B2 का पता लगाना है B2 और A1 के बीच केवल एक ही पाथ है जो इस पाथ S21 के साथ है और इसलिए P1 S 21 के बराबर है T21b2a1P1∆1∆ P1S21 ∆1 S22L ∆11 T21b2a1S211 S22L डेल्टा एक समान ही रहता है और इस पाथ P1 के बाद से यह A1 से B2 तक शुरू हो रहा है inb1a1P1∆1P2∆2∆ P1S11 P2S21LS12 ∆1 S22L ∆11 S22L ∆21 inS11S12LS211 S22L यह वास्तव में इस लूप को टच करता है और जब मैं नॉन टचिंग कहता हूं तो इसका मतलब है कि नोड्स या पाथ सहित नॉन टचिंग नोड्स और पाथ सहित इस लूप में कुछ भी नहीं है इस मुख्य पाथ में इस आंतरिक पाथ में कुछ भी टच नहीं करना चाहिए जिसमें नोड्स भी शामिल हैं या किसी भी सब पाथ T21b2a1P1∆1∆ P1S21 ∆1 S22L ∆11 T21b2a1S211 S22L तो फिर P1 को इसके द्वारा दिया गया है डेल्टा को इसके द्वारा दिया गया है और डेल्टा 1 है यही वह लूप्स है जो P1 को नहीं टच करता है ऐसे कोई लूप्स नहीं हैं इसलिए डेल्टा 1 इसके बराबर है और इसलिए यह ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट P1 डेल्टा 1 है यानी S21 को 1 से विभाजित करके डेल्टा को 1 S 22 डेल्टा के भीतर विभाजित किया गया है GPPower delivered to loadPower delivered to networkPLPinb22 a22a12 b12 b2a121 a2b221 b1a1211 in2S2121 L21 S22L2 अब माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में हम निश्चित रूप से अधिक विवरण में इसका अध्ययन करेंगे इस समय पावर गेन या ऑपरेटिंग पावर गेन अक्सर आता है अब यह पावर गेन क्या है यह माना जाता है कि हमारे पास लोड से जुड़े 2 पोर्ट नेटवर्क हैं फिर कुल पावर जो वास्तव में लोड द्वारा वितरित की जाती है इसका मतलब यह है कि उस कॉम्पोनेंट को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो नेटवर्क पर वितरित पावर पर इंटरफ़ेस से रिफ्लेक्टेड होता है यदि हमारे पास एक सोर्स है तो पावर का कुछ हिस्सा सोर्स से इंसीडेंट पावर वापस रिफ्लेक्टेड होगी और पावर का कुछ हिस्सा नेटवर्क में प्रवेश करता है इसलिए नेटवर्क को दिया गया पॉवर के उस कॉम्पोनेंट को संदर्भित करता है जो वास्तव में इस नेटवर्क में प्रवेश करता है और रिफ्लेक्टेड नहीं होता है तो यही कारण है कि GP है PL Pin द्वारा विभाजित किया गया है और फिर PL है अगर मान लें कि B2 आउटपुट पोर्ट पर रिफ्लेक्टेड वेव और पोर्ट 2 है और A2 पोर्ट 2 पर इंसीडेंट वेव है तो आउटपुट पोर्ट B2 होगा मेग्नीट्यूड स्क्वेयर A2 मेग्नीट्यूड स्क्वेयर और Pin होगा A1 मेग्नीट्यूड स्क्वेयर B1 मेग्नीट्यूड स्क्वेयर और अगर हम इसे सरल करते हैं या यदि हम B2 और A1 को यहां कॉमन लेते हैं तो यह ईक्क्वेशन इस इक्वेशन के बराबर हो जाता है वास्तव में हम इसे मैन्युअल रूप से कर सकते हैं आइए हम इस संबंध को स्थापित करने का प्रयास करें GPb22 a22a12 b12 b2a121 a2b221 b1a12 a2b2L b1a1in तो हमारे पास B2 मेग्नीट्यूड स्क्वेयर के बराबर GPहै A 2 मेग्नीट्यूड स्क्वेयर द्वारा विभाजित A2 मेग्नीट्यूड स्क्वेयर A1 मेग्नीट्यूड स्क्वेयर अगर मैं B2 और A1 को कॉमन लेता हूं तो यह बन जाता है अब इस A2 को B2 द्वारा विभाजित किया गया है हम एक नेटवर्क बनाते हैं यह B2 है यह A1 है और यह B1 है यह A2 को B2 द्वारा विभाजित किया गया है यह गामा Lऔर B1 A1 द्वारा विभाजित है जो इनपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है तो इसलिए GP के लिए हमारा इक्वेशन बन जाता है GPb2a121 L21 in2 11 in2S2121 L21 S22L2 अब हम पहले से ही अभी अभी इस गामा इन और ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट 2 के मूल्य को A1 से विभाजित करते हैं तो यह 1 गामा इन स्क्वायर S21 स्क्वायर 1 गामा L मेग्नीट्यूड स्क्वेयर 1 S 22 गामा L स्क्वेयर के बराबर हो जाता है तो यह GP का अंतिम मूल्य है इसलिए सारांश में सिग्नल फ्लो ग्राफ बहुत बार उपयोग किए जाते हैं जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है क्योंकि जब हमारे पास किसी भी डिवाइस पर बड़ी संख्या में पोर्ट होते हैं तो वास्तव में सभी एनालिटिकल इक्वेशन को संबंधित इंसीडेंट और सभी पोर्ट के लिए रिफ्लेक्टेड वेव को लिखना बहुत कठिन हो जाता है वास्तव में यह आसान हो जाता है अगर हम सिग्नल फ्लो ग्राफ का उपयोग करके अपने विभिन्न पोर्ट के साथ पूरे माइक्रोवेव डिवाइस का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर विभिन्न तरीकों का उपयोग करके सिग्नल फ्लो ग्राफ का विश्लेषण किया जा सकता है जिनमें से कुछ पर हमने पिछले मॉड्यूल में चर्चा की है जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ रिडक्शन तकनीक इस मॉड्यूल में हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ के विश्लेषण के कुछ व्यवस्थित तरीके का अध्ययन किया है जिसे मेसनस रूलस कहा जाता है और मैंने आपको यह भी दिखाया कि कैसे हम ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन इनपुट का पता लगाने के लिए मेसनस रूलस का उपयोग करके इस सिग्नल फ्लो ग्राफ रिडक्शन तकनीक और 2 पोर्ट नेटवर्क का इनपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट को लागू कर सकते हैं और फिर इस ट्रांसमिशन कॉएफिशिएंट और इनपुट रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट का पता लगाने के बाद हमने इसे पावर गेन में उपयोग किया और हमने पावर गेन के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त की अगले मॉड्यूल या भविष्य के मॉड्यूल में हम कुछ और पावर गेन टर्म्स को परिभाषित करेंगे और हम देखेंगे कि एक ट्रांसड्यूसर में विभिन्न स्थितियों के लिए पावर गेन की विभिन्न परिभाषाओं का उपयोग किया जा सकता है कुछ अधिक व्यावहारिक या अधिक उपयोगी हैं लेकिन फिर डिजाइन के दृष्टिकोण से अन्य परिभाषाएं उपयोगी हो सकती हैं और इस मॉड्यूल में हमने माइक्रोस्ट्रिप मैचिंग नेटवर्क के बारे में जानकारी दी है और इन माइक्रोस्ट्रिप मैचिंग नेटवर्क की लंबाई में चुनने के लिए स्मिथ चार्ट का उपयोग कैसे करें विशेष रूप से मैं इस माइक्रोस्ट्रिप मैचिंग नेटवर्क के लिए जोर देना चाहता हूं कृपया उस उदाहरण के माध्यम से जाएं जो मैंने दिखाया है और यह इस मॉड्यूल के साथ आने वाले नोट्स में भी दिया गया है कृपया इसके माध्यम से इस पर बेहतर समझ प्राप्त करें और इस पर एक और बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए मेरा मानना है कि इन समस्याओं में से कुछ का अभ्यास करना सही होगा विशेष रूप से उन किताबों जैसे कि माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर एम्पलीफायरों को गोंजालेस द्वारा दिया गया है कृपया पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को देखें और पुस्तक के पीछे समस्याओं को भी देखें